तो हमारे पास शाखा निर्देश है अब एआरएम प्रोसेसर के मामले में सभी शाखाएं प्रोग्राम काउंटर के सापेक्ष हैं पहले हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार के शाखा निर्देश होते हैं एक वर्गीकरण निरपेक्ष बनाम सापेक्ष शाखा है निरपेक्ष शाखा में लक्ष्य पता को सीधे निर्देश में निर्दिष्ट किया गया था इसलिए ब्रांचिंग उस विशेष पते पर होगी और सापेक्ष शाखा के मामले में शाखा प्रोग्राम काउंटर के सापेक्ष में है तो अनुदेश में एक ऑफसेट मूल्य होगा यह ऑफसेट मूल्य प्रोग्राम काउंटर के साथ जोड़ा जाएगा और जो भी परिणाम होगा नियंत्रण उस विशेष पते की ओर जम्पकरेगा इसलिए यह उपयोगी है क्योंकि यह प्रोग्राम स्थानांतरण में हमारी मदद करेगा तो हमने पहले यह देखा है और यह जम्प हमेशा 32 एमबी की सीमा के भीतर है तो यह पूरी पता सीमा नहीं है कंडीशनल ब्रांच जो आप बना सकते हैं इस कंडीशन कोड को डाल के जैसे कि शाखा यह एक सरल शाखा है B अब आप कह सकते हैं EQB जैसे शाखा और समानता के लिए कहें तो आप कंडीशन कोड का हिस्सा हो सकते है सबरूटीन कॉल भी शाखा निर्देशों का एक प्रकार है तो हमारे पास B ओपकोड जो मानक शाखा निर्देश है और दूसरा एक BL है जो लिंक वाली शाखा है तो इस सबरटीन कॉल में अंतर यह है कि PC 4 मूल्य को लिंक रजिस्टर में सहेजा जाना चाहिए तो यदि आप इस BL निर्देश का उपयोग करते हैं तो PC 4 R 14 में सेव होगा और इसलिए BL का उपयोग सबरूटीन कॉल के लिए किया जा सकता है और सबरूटीन से वापस आने के लिए किया जा सकता है तो कोई रिटर्न निर्देश नहीं है इसलिए आप इस R14 को R15 में वापस कॉपी कर सकते हैं इसलिए यह सबरूटीन से वापस आ रहा है इसलिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं तो शाखा अनुदेश प्रारूप दिलचस्प है तो हमें यह पहला मोस्ट सिग्नीफिकेंट 4 बिट्स मिले है तो वे कंडीशनल कोड के अनुरूप होंगे फिर यह 101 यह शाखा के लिए ओपकोड है और फिर यह L बिट तो L लिंक बिट है यह शाखा के लिए 0 है और लिंक के साथ शाखा के लिए 1 है तो यह 0 और 1 है इसलिए यह B और BL संरचना है और यह ऑफसेट भाग है और यह बताएगा की आप कितने ऑफसेट से जम्प करेंगे अब आप देखते हैं कि मैंने कहा है कि पिछले निर्देश में एक पिछली स्लाइड जो हमने कहा है कि यह शाखा 32 एमबी है तो यदि आप जाना चाहते हैं तो कुल कितनी जगह है 64 एमबी तो 64 एमबी का अर्थ है यह MB 20 बिट्स है और यह 64 6 बिट्स है तो ऑफसेट में कुल 26 बिट कि आवश्यक होगी तो 26बिट्स के ऑफसेट में आप 226 से 226 1 तक जम्प कर सकते हैं अब यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो यह 25 से 25 माइनस 1 है इसलिए यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस 26 बिट को संग्रहीत किया जाना है अब इस ऑफसेट भाग के लिए फॉर्मेट में सिर्फ 24 बिट्स के लिए स्थान मिला है तो बिट 0 से 23 तो उस मामले के लिए इस 26 बिट अंतर की गणना की जाएगी लेकिन ऑफसेट मूल्य जो हमारे पास केवल 24 बिट है अब ऐसा क्यों है तो आप अगर देखें तो यह एआरएम निर्देश सभी 32 बिट विस्तृत हैं तो यह 4 बाइट चौड़ा है इसलिए यदि आप मेमोरी में देखते हैं तो निर्देशों को मैप करते समय इसे कैसे मेमोरी में डाला जाता है तो यह इस प्रकार होगा कि पहला निर्देश स्थान 0 1 2 और 3 पर होगा इन स्थानों पर पहला निर्देश होगा फिर स्थान 4 में दूसरा निर्देश 4 5 6 और 7 होगा फिर लोकेशन 8 में तीसरा इंस्ट्रक्शन होगा तो यह इस तरह से जाएगा तो यह पहला निर्देश है यह दूसरा निर्देश है यह तीसरा निर्देश है तो यह इस तरह से चला जाता है तो मेरा मतलब यह है कि आपको बीच में जम्प की जरूरत नहीं है इसलिए जब भी आप किसी विशेष स्थान पर जम्प कर रहे हैं तो आप एक निर्देश की शुरुआत में जम्प कर रहे हैं और इन सभी पते 0 4 8 वगैरह यदि आप वहाँ हैं यदि आप उनके द्विआधारी प्रतिनिधित्व को देखते हैं तो सबसेलीस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स हमेशा 0 हैं तो ये 2 बिट्स हमेशा 0 होते हैं इसलिए जब आप पीसी और इस जम्प टार्गेट के बीच अंतर कर रहे होते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है इन 2 बिट परिणाम का जो हमेशा 0 होते हैं इसलिए उन शून्य को अलग से संग्रहीत करने का कोई मतलब नहीं है तो इस ऑफसेट गणना उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है हम पहले शाखा निर्देश और लक्ष्य के बीच 26 बिट अंतर की गणना करते हैं और फिर हम इस मान को 2 बिट्स दाएं तरफ स्थानांतरित करते हैं ताकि ये दो शून्य बाहर जाएंगे और यह लीस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स वे हमेशा शून्य हैं वे बाहर जाएंगे इस 26 बिट के परिणामस्वरूप आपको 24 बिट मिलेगा और यह 24 बिट निर्देश के साथ और निष्पादन के दौरान संग्रहीत किया जाएगा तो आपको यह 24 बिट ऑफ़सेट मान मिलेगा और 26 बिट ऑफ़सेट मान प्राप्त करने के लिए 24 बिट ऑफ़सेट मान 2 बिट्स बाईं तरफ स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इसे सिग्न एक्सटेंशन के द्वारा 32 बिट्स तक बढ़ाया जाएगा और फिर इसे प्रोग्राम काउंटरसे जोड़ा जाएगा शाखा टारगेट के लिए तो इस तरह यह ब्रांच ऑपरेशन होगा और यह इस बात का ध्यान रखेगाइस स्पेस ऑप्टिमाइज़्ड वर्जन का तो इतना सब प्रयास एक निर्देश को 32 बिट मेमोरी वर्ड में भरण के लिए किया जाएगा तो यह उस तरह किया जाता है तो अगले हम एक और महत्वपूर्ण निर्देश देखेंगे जिसे स्वैप निर्देश के रूप में जाना जाता है तो स्वैप निर्देश एक आणविक ऑपरेशन है जिसमें मेमोरी रीड को मेमोरी राइट अनुगमन करता है तो अगर आप इस एआरएम प्रोसेसर के मेमोरी ऑपरेशन के किसी भी अन्य ऑपरेशन को देखते हैं तो यह या तो मेमोरी रीड ऑपरेशन है या मेमोरी राइट ऑपरेशन है लेकिन यह कभी भी इस तरह का नहीं है लेकिन जहां तक ओएस डिजाइन का संबंध है जब भी हम कुछ सिंक्रोनाइज़ेशन प्राइमरी जैसे कि सेमाफोर मॉनीटर म्यूटेक्स वगैरह या कुछ लॉकिंग मैकेनिज्म को लागू करने के लिए जा रहे हैं हमें एक मेमोरी लोकेशन के कंटेंट की जांच करने और उसे उसी इंस्ट्रक्शन में कुछ वैल्यू पर सेट करने की जरूरत है तो जो आवश्यक है वह यह है कि यह मान लीजिए कि मेरे पास एक कार्यक्रम में एक मेमोरी स्थान है जिसका नाम फ्लैग है और दो प्रोग्राम हैं तो प्रोग्राम P1 और प्रोग्राम P2 वे दोनों मेमोरी के एक हिस्से को संशोधित करना चाहते हैं तो वे मेमोरी के इस भाग को संशोधित करना चाहते हैं अब स्वाभाविक रूप से यदि दोनों एक साथ संशोधित करते हैं तो सामग्री खो जाएगी तो यह ओएस डिजाइनर क्या प्रदान करते हैं आप इस तरह का कोई फ्लैग ले सकते हैं तो आप इस फ्लैग को 1 पर सेट कर सकते हैं और जब यह प्रोसेसर 1 आता है तो यह जाँच करता है प्रोग्राम 1 आता है तो यह फ्लैग की जाँच करता है पाता चलता है कि यह 1 है 1 शायद इसकी अनुमति है तो यह प्रोग्राम क्या करेगा यह इसेमें 0 डाल सकता है और इस संशोधन में जा सकता है और संशोधन के बाद इसे वापस फिर से 1 करेगा और जब मूल्य 0 है यदि P2आता है तो यह पाएंगे कि मान 0है तो P2 को पता होगा कि यह फ्री नहीं है यह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि मूल्य 1 नहीं हो जाता है और जब मूल्य 1 हो जाता है तो संभवतः P2 इसे फिर से 0 पर रख देगा और फिर आगे बढ़ेगा तो यह एक बहुत ही मानक प्रोटोकॉल है जिसका पालन प्रक्रियाओं के बीच सिंक्रनाइज़ेशन में किया जाता है अब कठिनाई यह है कि जब P1 फ्लैग के मूल्य की जांच कर रहा है तो उसे बहुत कम समय में ही इसे करना होगा और इसे बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए तो मैं P1 का कोड बना सकता हूं अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं इस तरह लिखता हूं तो यह इस तरह हो सकता है कि रजिस्टर R1 में फ्लैग रीड करें यदि R1 0 के बराबर है तो L1 पर जाएं जहां L1 यह निर्देश खुद फिर से पढ़ने के लिए रजिस्टर सामग्री को पढ़ रहा है आप R1 को 1 के बराबर सेट करें और R1 को फ्लैग में स्टोर करें इसलिए अगर मैं कहता हूं कि मेरे अंकगणित संचालन सामग्री को नहीं बचा सकते हैं आप मेमोरी लोकेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आपको इस तरह कोड लिखना होगा जहां यह रीड एक निर्देश है फिर यह कंडीशन चेक एक अन्य निर्देश है यह सेटिंग एक अन्य निर्देश है और यह सेविंग एक और निर्देश है तो कुल चार निर्देश होंगे तो ऐसा क्या हो सकता है कि रीड राइट की संख्या में एक मेमोरी रीड और एक मेमोरी राइट की जरूरत पूरे ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक पड़ सकता है और चूंकि वे दो अलग अलग ऑपरेशन हैं इसलिए बीच बीच में रुइंटरप्ट आ सकता है और वह इंटरप्ट रूटीन फ्लैग में कुछ संशोधन कर सकते हैं तो इस तरह यह सामग्री असंगत हो सकती है इसलिए किसी तरह मुझे एक ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जिसके द्वारा यह रीड और राइट वे एक साथ किए जा सके तो लगभग सभी प्रोसेसर में आपको कुछ तकनीक मिलेंगे जिसके द्वारा आप इसे कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आपको 8085 प्रोसेसर याद है जिसमें XTHL निर्देश है जहां स्टैक्ड अप सामग्री का HLरजिस्टर जोड़ी के साथ आदान प्रदान किया जाता है तो ऐसा है इन दो सामग्रियों का आदान प्रदान किया जाता है इसलिए एक निर्देश में हम स्टैक शीर्ष में x डाल रहे हैं HL की मदद से इस तरह से या SPHL निर्देश कहें तो एक ही निर्देश में हम इस जोड़ी का आदान प्रदान कर रहे हैं एकल निर्देश में विनिमय करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि यह उन रजिस्टरों के मूल्यों में असंगति होने से बचा देगा लेकिन अब तक हमने देखा है कि यह ऐसा नहीं कर रहा है इसमें लोड स्टोर आर्किटेक्चर हो रहा है तो एक निर्देश में आप या तो मेमोरी से लोड कर सकते हैं या आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं तो यह स्वैप निर्देश एकमात्र निर्देश है जिसके द्वारा आप इस लोड और स्टोर को एक ही निर्देश में एक साथ कर सकते हैं तो स्वैप का प्रारूप इस तरह है स्वैप Rd Rm और Rn तो यह आरेख बेहतर बताएगा तो इन रजिस्टरों में इस Rd Rm और Rn का उल्लेख किया गया है तो पहला ऑपरेशन मेमोरी लोकेशन से होता है जो Rm रजिस्टर द्वारा इंगित किया जाता है और उसका मान एक अस्थायी रजिस्टर में चला जाएगा फिर दूसरी बात इस Rm रजिस्टर का यह मान इस मेमोरी लोकेशन में डाला जाएगा और अंत में इस अस्थायी रजिस्टर की सामग्री Rd को जाएगी अब अगर Rm और Rd वे एक ही रजिस्टर हैं तो अगर यह Rm R1 के बराबर है और Rd भी R1 के बराबर है और यह मेमोरी लोकेशन सामग्री M कहलाती है और Rn कुछ अन्य रजिस्टर है मान लेता है यह R2 रजिस्टर है जो सिर्फ एक पॉइंटर है तो पहले ऑपरेशन के बाद यह अस्थायी रजिस्टर M के बराबर हो जाएगा दूसरे ऑपरेशन के बाद इस m को R1 की सामग्री मिल जाएगी और तीसरे ऑपरेशन के बाद इस Rd को m के बराबर की सामग्री मिल जाएगी जो कि अस्थायी रजिस्टर्ड का मूल्य मिलेगा तो यह M है तो प्रभावी रूप से क्या हुआ है कि यह R1 रजिस्टर और यह R1 रजिस्टर और इस मेमोरी स्थान कि सामग्री का आदान प्रदान हुआ है इस पूरे विषय के खत्म हो जाने के बाद इस मेमोरी लोकेशन को R1 की सामग्री मिल गई है और R1 को मेमोरी लोकेशन की सामग्री मिल गई है तो इस तरह से एक ही निर्देश में मैं दो अनुदेशों के बीच स्वैप कर सकता हूं मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर के बीच इतना ही चाहिए यह दोनों समान हो तो यह यहाँ लिखा गया है दो चक्र संचालन में Rn रजिस्टर के द्वारा इंगित मेमोरी स्थान के सामग्री अस्थायी स्थान में कॉपी किया जाता है फिर रजिस्टर Rm को मेमोरी स्थान पर कॉपी किया जाता है और अंत में अस्थायी स्थान की सामग्री को रजिस्टर Rd पर कॉपी किया जाता है इसलिए अगर उस स्थिति में Rd और Rm समान हैं तो सामग्री इंटरचेंज होगा तो यह स्वैप निर्देश की उपयोगिता है और ओएस डिजाइनरों के लिए यह बहुत उपयोगी है फिर स्टेटस रजिस्टर का संशोधन जैसे CPSR और SPSR रजिस्टर तो यह केवल प्रिविलेजेड मोड में किया जा सकता है यूजर मोड में नहीं तो MSR एक निर्देश है जो CPSR या SPSR से सामग्री को चयनित जनरल पर्पस रजिस्टर में स्थानांतरित करता है तो आप इसे एक जनरल पर्पस रजिस्टर पर प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप सामग्री की जांच कर सकते हैं और MRS रिवर्स काम कर रहा है तो जनरल पर्पस रजिस्टर की सामग्री को CPSR या SPSR रजिस्टर पर कॉपी किया जाता है और इसे केवल प्रिविलेजेड मोड में निष्पादित किया जा सकता है तो इस तरह हम प्रिविलेजेड मोड ऑपरेशन में स्टेटस रजिस्टर को संशोधित कर सकते हैं इसलिए अब तक हमने जिन भी निर्देशों के बारे में चर्चा की है वे सभी एआरएम निर्देश हैं हमारे पास थंब निर्देश हो सकते हैं जैसा कि हमने कहा कि थंब 16 बिट अनुदेश सेट है इसलिए एआरएम के विपरीत जो कि 32 बिट है यह 16 बिट एक संपीड़ित रूप में संग्रहीत है तो प्रति मेमोरी वर्ड में जो 32 बिट है प्रति मेमोरी वर्ड इसलिए आपको दो ऐसे थंब निर्देश मिले हैं तो मुझे कहना चाहिए कि यह थंब निर्देश सेट मानक माइक्रोकंट्रोलर निर्देशों के अधिक करीब है इसलिए उन्हें बिना शर्त के निष्पादित किया जाता है तो EQ ऐड या LE सब जैसा कुछ भी नहीं है इसलिए आप केवल ऐड सब जैसे निर्देश पाएंगे और केवल शाखा निर्देश सशर्त हैं लेकिन सिवाय इसके अन्य सभी निर्देश बिना शर्त के हैं और फिर उन्हें R0 से R7 तक और R13 से R15 रजिस्टरकि असीमित एक्सेस है तो R 8 से R12 वे रजिस्टर यूजर मोड में उपलब्ध नहीं हैं निर्देशों की कम संख्या पूर्ण रजिस्टर सेट को एक्सेस करेगी और MSR प्रकार के निर्देश उपलब्ध नहीं हैं अधिकतम SWI कॉल 256 तक सीमित है इसलिए हम इस कन्वेंशन में वापस आ गए हैं कि इंटेल प्रोसेसर में INT है जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नंबर 256 को बाधित करता है इसलिए जब आप थंब मोड पर जाते हैं तो इस के पास केवल 256 SWI कॉल है तब निर्देश अधिक पारंपरिक प्रोसेसर निर्देश जैसे दिखते हैं जैसे कि अब PUSH POP निर्देश वापस आ गए हैं तो आपके पास यह पुश और पॉप निर्देश हो सकता है और रीसेट या एक्सेप्शन पर यह ARM निर्देश सेट सक्रिय हो जाता है और यदि आप ARM मोड से THUMB मोड पर स्विच करना चाहते हैं तो आप इस BX या BLX प्रकार के निर्देशों का उपयोग कर सकते हैं तो बीएक्ससे अनुदेश सेट के आदान प्रदान के साथ शाखा होगा और बीएलएक्स मूल रूप से अनुदेश सेट के आदान प्रदान के साथ कॉल है इसी प्रकार जब आप थम्प इंस्ट्रक्शन को निष्पादित कर रहे होते हैं तो आप एआरएम मोड के निष्पादन में वापस आने के लिए एक बीएक्स डाल सकते हैं इसलिए इंस्ट्रक्शन सेट उस मामले में एआरएम इंस्ट्रक्शन सेट है तो इस BX और BLX इन निर्देशों का उपयोग किया जा सकता है तो अगर आप इस एआरएम और थंब के बीच तुलना करना चाहते हैं तो एआरएम और थंब दोनों की समानता की बात करें वे दोनों लोड स्टोर आर्किटेक्चर हैं वे दोनों 8 16 और 32 बिट्स डेटा का समर्थन करेंगे और उपयोग किए जाने वाले मेमोरी मॉड्यूल 32 बिट एआरएम अनुभाग रहित मेमोरी है तो संपूर्ण मेमोरी स्पेस समान है तो हमारे पास इंटेल प्रोसेसर कि तरह का भेदभाव नहीं है जहां मेमोरी को कोड सेगमेंट डेटा सेगमेंट स्टैक सेगमेंट में विभाजित किया जाता है लेकिन एआरएम और थंब दोनों के मामले में इसे एक अनुभाग रहित मेमोरी के रूप में लिया जाता है इसलिए यह प्रोग्रामर कि जिम्मेदारी है कि कन्वेयर को प्रोग्राम मेमोरी या डेटा मेमोरी जैसी समझ हो जहां तक मतभेदों का संबंध है सशर्त निष्पादन एआरएम में समर्थित है लेकिन यह थंब में नहीं है तो एआरएम में सामान्य रूप से 3 एड्रेस फॉर्मेट है जबकि थंब का दो फॉर्मेट है फिर से गंतव्य और स्रोत पहला ऑपरेंड वे समान हैं इसलिए यह पारंपरिक निर्देश शैली में वापस जाएगा तब थंब का नियमित निर्देशन प्रारूप कम है तो वहाँ निर्देश प्रारूप एआरएम की तरह नियमित नहीं होगा और इसमें एक्सप्लिसित शिफ्ट जरूर है जैसे एआरएम के मामले में आपको याद है कि हमें यह एलएसएल एक हिस्से में मिला है लेकिन उनके संशोधक को ओपकोड के साथ रखा गया था जैसे हमारे पास ADD है हमारे पास निर्देश हैं जैसे कि ADD R1 R2 R3 और फिर LSL 2 बिट्स द्वारा तो यह था कि R3 को 2 बिट्स द्वारा बाएं तरफ स्थानांतरित कर दिया गया था इसलिए यह स्थानांतरण स्वयं निर्देश का हिस्सा था लेकिन थंब के मामले में तो वहाँ यह स्थानांतरण अलग है इसलिए सबसे पहले आपको R3 को बाएं तरफ शिफ्ट करनी होगी और उसके बाद ही आप ADD R2 R3 को कह सकते हैं कि R2 को R2 प्लस R3 की सामग्री मिलती है तो दो ऑपरेंड निर्देश ज्यादातर होंगे इसलिए यह प्रारूप होगा अब अन्य अंतर और समानताएं इस तरह हैं तो यह निर्देश निष्पादन है एआरएम निष्पादन तेज है तो अगर आपको यह 16 बिट थंब कोड मिला है तो यह निर्देश पाइपलाइन में जाता है और फिर यह थंब डिकम्प्रेसर के पास जाता है तो यह डीकंप्रेसर इस एआरएम थंब निर्देश कोएआरएम इंस्ट्रक्शन में बदल देगा और वह एआरएम इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाता है तो प्रोसेसर सीधे थंब निर्देश निष्पादित नहीं करता है यह केवल एआरएम निर्देश निष्पादित करता है तो इस तरह से यह कुछ अतिरिक्त आवश्यकता है लिखने पर थंब अनुदेश निष्पादन एआरएम अनुदेश की तुलना में धीमी हो जाएगी इस प्रकार यह वैचारिक रूप से आप उस डेटा को उस डेटा मेमोरी से आते हुए देख सकते हैं इसलिए यदि यह एक निर्देश है तो यह निर्देश पाइपलाइन में प्रवेश करेगा यदि यह एक डेटा है तो यह डेटा के रूप में आएगा और यह B ऑपरैंड बस में जाएगा जो आपको याद है कि ALU का एक हिस्सा मिल रहा था तो यह B बस है अब यदि यह एक निर्देश है तो यह निर्देश पाइपलाइनpipeline में जाता है अब इसलिए हमारे पास यह उच्च या निम्न हाफ वर्ड सेलेक्ट हो सकता है तो 16 बिट का चयन किया जाता है तो यह थंब डिकम्प्रेसर में लिए जा रहा है इसलिएथंब निर्देश के लिए यह अब दो निर्देशों से मिलकर बना है तो एक निर्देश उच्चतर क्रम 16 बिट है और अन्य एक निचला क्रम 16 बिट है तो यह मल्टीप्लेक्सर उस निर्देश का चयन करेगा जो थंब डिकम्प्रेसर में जाएगा या यदि यह एक साधारण एआरएम मोड है तो इस भाग का कोई अर्थ नहीं है तो निर्देश 32 बिट निर्देश इस मल्टीप्लेक्सर के पास आता है और फिर यह एआरएम निर्देश डिकोडर के पास जाएगा या यह थंब डिकम्प्रेसर है ताकि थंब निर्देश जो आपको यहां मिला है वह 32 बिट एआरएम निर्देश में परिवर्तित हो जाता है और वह चला जाता है इस मल्टीप्लेक्समें और अंततः 32 बिट आउटपुट के रूप में आ रहा है और 32 बिट में से कुछ भाग ओपकोड है ताकि निर्देश डिकोडर भाग में जाएगा और कुछ भाग तत्काल डेटा हो सकता है इसलिए तत्काल फ़ील्ड आखिरकार B बस में जाएगा इसलिए यदि तत्काल भाग है तो यह ऐसा होगा कि तत्काल फ़ील्ड को वह मान मिलेगा यदि तत्काल भाग नहीं है तो निश्चित रूप से यह निर्देश डिकोडर संचालन करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करेगा तो क्यों हमें थंब जाना चाहिए क्योंकि जाहिरा तौर पर ऐसा लगता है कि यह थंब एआरएम की तुलना में धीमा है लेकिन हमें अभी भी थंब के निर्देश सेट के लिए क्यों जाना चाहिए सबसे पहले तो कोड का घनत्व अधिक होता है कोड घनत्व हमने कहा है कि यदि आपके पास एक फ़ंक्शन है तो पर्याप्त शक्ति है इसलिए यदि आप इसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को रखने के लिए कितने बाइट की आवश्यकता होती है तो यह कोड घनत्व का एक माप है थंब कोड को औसतन 30 प्रतिशत कम जगह की आवश्यकता है तो ये सभी आकड़े सांख्यिकीय हैं इसलिए यह सामान्य रूप से सच नहीं है इसलिए यह ऐसा है यदि आप कोई मनमाना प्रोग्राम लेते हैं तो यह नहीं होगा लेकिन सांख्यिकीय रूप से यह देखा गया है कि इसके लिए 30 प्रतिशत कम स्थान की आवश्यकता होती है और यदि मेमोरी32 बिट शब्द है तो एआरएम कोड 40 प्रतिशत थंब से तेज होगा तो यह एक बड़ी गति सुधार है इसलिए एआरएम बहुत तेजी से चलेगा और जहां तक थंब का संबंध है तो थंब यदि आप यह 16 बिट वर्डमें व्यवस्थित करते हैं तो थंब कोड ए आर एम की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक तेज है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब मेमोरी को 32 बिट वर्ड के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रोसेसर को प्रत्येक मेमोरी एक्सेस में एक एआरएम इंस्ट्रक्शन मिलता है तो इस तरह से यह निष्पादित कर रहा है जबकि इसे दो थंब निर्देश मिलते हैं लेकिन वे उस डीकंप्रेसर के माध्यम से पारित होते हैं इसलिए इस तरह से यह धीमा हो जाएगा दूसरी ओर यदि आप 16 बिट मेमोरीवर्ड रख रहे हैं तो 32 बिट इंस्ट्रक्शन एआरएम इंस्ट्रक्शन पाने के लिए आपको मेमोरी को दो बार एक्सेस करने की आवश्यकता है इस प्रकार मेमोरी एक्सेस टाइम और विशेष रूप से मेमोरी ऑफ चिप है तो इस मेमोरी एक्सेस में टाइम बढ़ जाएगा इसलिए यह थंब कोड अब और तेज़ हो जाएगा क्योंकि हर एक्सेस में यह एक निर्देश देगा और यह निष्पादन के लिए जा सकता है थंब कोड तेज हो जाएगा लेकिनथंब का प्रमुख लाभ यह है कि यह एआरएम कोड की तुलना में 30 प्रतिशत कम पावर की खपत करता है इसलिए यह सुझाव है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हमें 32 बिट मेमोरी और एआरएम इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग करना चाहिए इसलिए जब भी हम सिस्टम के प्रदर्शन की तलाश कर रहे हैं वह यह है कि सिस्टम का डिले न्यूनतम हो तो उस स्थिति में हमें 32 बिट मेमोरी संगठन और एआरएम इंस्ट्रक्शन सेट के लिए जाना चाहिए क्योंकि यह सिस्टम को तेज बना देगा दूसरी ओर यदि आप सर्वोत्तम लागत और पावर दक्षता की तलाश कर रहे हैं तो हमें थंब कोड के साथ 16 बिट मेमोरी के लिए जाना चाहिए क्योंकि अब यह पावर कम होगी और पावर की खपत कम होगी और यह 16 बिट मेमोरी इसलिए यह मेमोरी बस का आकार और वे सभी चीजें कम होंगी तो यह पावर सिस्टम की लागत कम हो जाएगी ठीक है तो आवश्यक मेमोरी स्पेस की लागत कम होगी इसलिए सिस्टम की लागत कम हो जाएगी तो यदि आप एक एम्बेडेड अनुप्रयोग में देख रहे हैं तो एक एम्बेडेड अनुप्रयोग में सभी कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं कुछ कार्य ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कुछ कार्य जो महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण कार्यों में वहाँ प्रमुख जोर निष्पादन समय का अनुकूलन करने के लिए है और उस उद्देश्य के लिए हमें स्पीड क्रिटिकल रूटीन के लिए आन चिप मेमोरी पर 32 बिट का उपयोग करना चाहिए ठीक है तो जैसा कि आप जानते हैं कि एआरएम कोड वहाँ है इसके साथ ही हम कुछ मेमोरी कोर डाल सकते हैं और पूरी चीज़ को एक साथ जोड़ सकते हैं ठीक है इसलिए मेमोरी अगर मैं इसे ऑन चिप बना देता हूं तो मैं उस मेमोरी को बहुत बड़ा नहीं बना सकता लेकिन मैं कुछ छोटे काम कर जो कि एप्लिकेशन के सबसे महत्वपूर्ण काम को ऑन चिप मेमोरी डाल सकता हूं और मैं उनके कोडिंग के लिए एआरएम इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग करता हूं ताकि इसे तेजी से निष्पादित किया जा सके दूसरी तरफ इस थंब कोड के सिस्टम में कम महत्वपूर्ण संचालन हैं इसलिए मैं ऑफ चिप मेमोरी का उपयोग कर सकता हूं और उस बाहरी मेमोरी पर उस गैर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रोग्राम को स्टोर कर सकता हूं और उन्हें थंब कोड में कोडित किया जा सकता है क्योंकि अब वह कम जगह लेगा ठीक है अब हालांकि यह कार्यक्रम बड़ा हो सकता है लेकिन थंब कोडिंग की वजह से प्रोग्राम का आकार छोटा हो जाएगा तो इस तरह से एम्बेडेड अनुप्रयोगों के लिए हमें इन एआरएम और थंब निर्देश सेटों का उपयोग करने की आवश्यकता है एआरएम अनुदेश सेट महत्वपूर्ण संचालन के लिए होगा और थंब अनुदेश सेट गैर महत्वपूर्ण संचालन के लिए होगा